अब हम अधिकतम पावर पॉइंट ट्रैकिंग के हिल क्लाइंबिंग पद्धति के स्पाइस सिमुलेशन को देखेंगे हम इस एल्गोरिथ्म का उपयोग करेंगे हम इन सभी ब्लॉकों का उपयोग करेंगे हम करंट को मापेंगे वोल्टेज को मापेंगे पावर की गणना करेंगे इसे एक स्लो फिल्टर और एक फास्ट फिल्टर कंपैरेटर के माध्यम से पारित करेंगे टॉगल फ्लिप फ्लॉप फिल्टर और फिर PWM करेंगे और फिर इसे डीसी डीसी कनवर्टर के ड्यूटी साइकिल इनपुट को देंगे डीसी डीसी कनवर्टर जिसे हम चुनेंगे वह बक बूस्ट कनवर्टर है क्योंकि यह पूरे IV कैरेक्टरिस्टिक पर काम करने में सक्षम है तो हम स्पाइस में जाते हैं और देखते हैं कि हम इन सभी ब्लॉक का सिमुलेशन कैसे करेंगे और इसे बक बूस्ट कनवर्टर जो की पीवी स्त्रोत से इंटरफ़ेस है के ऑपरेशन के साथ इंटीग्रेट करेंगे तो सिमुलेशन फ़ोल्डर में मेरे पास एक फ़ोल्डर PVMPPT है उस फ़ोल्डर के भीतर आप देखेंगे कि एक MPPT स्कीमेटिक है सब सर्किट PV सब सर्किट फ़ाइल अन्य जोड़े गए कंपोनेंट्स के साथ मैं आपको दिखाऊंगा कि जोड़े गए कंपोनेंट्स क्या हैं और फिर mpptcir फ़ाइल आइए अब स्कीमेटिक फाइल खोलें और मुझे ज़ूम इन करने दे यहाँ देखें कि यह स्कीमेटिक pvsub सब सर्किट से जुड़ा हुआ है अब यह स्कीमेटिक यहाँ हम इससे परिचित हैं यह पीवी स्रोत है यह पावर सेमीकंडक्टर स्विच L और डायोड है यह बक बूस्ट कनवर्टर है जो V0Vin या VTd1 d है यहां अंतर इन ब्लॉकों में है जो अंततः इस आईजीबीटी को स्विच करने के लिए उचित ड्यूटी साइकिल सिग्नल उत्पन्न कर रहे हैं अब ये ब्लॉक कैसे कार्य कर रहे हैं और क्या वे इसके अनुसार हैं जो हमने पहले चर्चा की थी तो मुझे ब्लॉक डायग्राम के सेट को दिखाने दें जिस पर हमने हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथ्म पर चर्चा करते हुए चर्चा की थी और चलिए हम इसकी तुलना करें और इसे समझने की कोशिश करें तो यहाँ स्क्रीन के निचले भाग में हम ब्लॉक डायग्राम को देखते हैं जिसे हमने हिल क्लाइंबिंग मेथड पर चर्चा करते हुए ड्रा किया था और इस स्क्रीन के शीर्ष भाग पर मुझे gschem GEDAS gschem स्कीमेटिक एडिटर मिला है जिसमें ये शामिल हैं बक बूस्ट कनवर्टर के लिए ड्यूटी साइकिल उत्पन्न करने के लिए ब्लॉक डायग्राम का सेट जो पीवी स्रोत को इंटरफेस कर रहा है यहाँ ब्लॉक डायग्राम में देखें P प्राप्त करने के लिए iT एवं vT को मापा और सेंस किया जाता है और एक गुणक में पारित किया जाता है यहाँ भी vT पर इस नोड T का वोल्टेज पीवी स्रोत का टर्मिनल वोल्टेज है और V सेंस पीवी स्रोत करंट को सेंस कर रहा है जो कि वीआईपीवी स्रोत के माध्यम से बहने वाला करंट है जो वैल्यू शून्य पर सेट है तो Vsense मूल रूप से एक सेंसर है जो VIPV के आनुपातिक आउटपुट वोल्टेज दे रहा है तो यह मूल रूप से पीवी सेल या पीवी मॉड्यूल में फ्लो करने वाले करंट के आनुपातिक वोल्टेज देता है मैं यहां एक गुणक का उपयोग कर रहा हूं अब यह गुणक vT और iPV को गुणा करता है और पैनल के पावर आउटपुट के साथ देता है यह मल्टीप्लायर ब्लॉक नए ब्लॉक पर है आप देखते हैं कि ngspice Cedar और Xspice के साथ बहुत अच्छी तरह से इंटीग्रेट करता है Xspice और Cedar tools Cedar libraries भी ngspice के भीतर अच्छी तरह से इंटीग्रेट कर रहे हैं यहाँ ब्लॉक के ये सेट एनालॉग बिहेवियरल मॉडलिंग ब्लॉक हैं और इन्हें Xspice लाइब्रेरी से प्राप्त किया जाता है यह ngspice में उपलब्ध है यह अच्छी तरह से इंटीग्रेटेड है और ngspice में उपलब्ध है मैं आपको बताऊंगा कि यह कैसे बनाया जा सकता है इसके लिए सब सर्किट कैसे है और मैं आपके साथ सब सर्किट पर सिंबल को साझा करूंगा तो गुणक का आउटपुट पावर देता है अब पावर को दो फिल्टर के माध्यम से पारित किया जाता है एक को स्लो फिल्टर और दूसरे को फास्ट फिल्टर कहा जाता है P बेस और P करंट प्राप्त करने के लिए अब यहां भी मैं इसे फर्स्ट ऑर्डर फिल्टर के माध्यम से पास करने जा रहा हूं पावर को पहले फर्स्ट ऑर्डर फिल्टर के माध्यम से पारित किया गया है मैं उसे एक स्लो फिल्टर कहूंगा और आपको P बेस का प्रतिनिधित्व करने के लिए मिलेगा PB और उसी पावर को एक अलग टाइम कांस्टेंट के साथ एक और फर्स्ट ऑर्डर फिल्टर के माध्यम से पारित किया जाता है इसे फास्ट फ़िल्टर कहते हैं और मैं कहूंगा PD पी डायनेमिक इसलिए फ़िल्टर के भीतर यदि आप यहाँ वैल्यू देखते हैं तो यह सब सर्किट फिल्ट अंडरस्कोर ऑर्डर को अंडरस्कोर वन कह रहा है Filt ord 1 एक फर्स्ट ऑर्डर है फ़िल्टर का K गेन एक है और जो टाइम कांस्टेंट है यह प्रकार एक में 1 के रूप में होता है जहां एक टाइम कांस्टेंट होता है मैं इसे 100 मिलीसेकंड पर स्थापित कर रहा हूं तो यह स्लो फिल्टर है फास्ट फिल्टर बहुत कम टाइम कांस्टेंट के साथ बहुत तेज है इसलिए मैं एक मिलीसेकंड के लिए टाइम कांस्टेंट वैल्यू निर्धारित कर रहा हूं इसलिए यह फास्ट फिल्टर है तो इस स्लो और फास्ट फ़िल्टर का आउटपुट एक कंपैरेटर के माध्यम से जाता है और इसका आउटपुट टॉगल फ्लिप फ्लॉप में जाता है यहां भी आपके पास स्कीमेटिक में एक सिग्मा ब्लॉक के माध्यम से जाता है सिग्मा ब्लॉक का आउटपुट प्रकृति में एनालॉग है लेकिन मैं यहां एक कंपैरेटर नहीं डालूंगा क्योंकि इनपुट के अंदर टॉगल फ्लिप फ्लॉप में यहाँ श्मिट कंपैरेटर है इसलिए मैं सीधे उस पर एनालॉग सिग्नल दे सकता हूं टॉगल फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट मैं आपको बताऊंगा कि यह बाद में क्यों है टॉगल फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट गेन ब्लॉक और एक समिंग ब्लॉक और फिर फिल्टर के माध्यम से जाता है इस ब्लॉक डायग्राम में हम टॉगल फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट एक फिल्टर और फिर एक PWM को दे रहे हैं PWM में देखें कि हम क्या उपयोग कर रहे हैं ट्रायंगल कैरियर 1 से 1 तक स्विंग कर रहा है इसलिए यहां वोल्टेज को 1 से 1 तक स्विंग करना चाहिए 1 को जीरो का प्रतिनिधित्व करना चाहिए और 1 को 1 का प्रतिनिधित्व करना चाहिए और इसलिए यह गेन ब्लॉक है याद रखें कि टॉगल फ्लिप फ्लॉप शून्य से एक तक आउटपुट देने वाला है मैंने दो के गेन से गुणा किया है इसका आउटपुट शून्य से दो तक है अब मैं इसमें से एक घटा रहा हूं इसलिए यह 1 से 1 हो जाता है इसे फिर फिल्टर के इनपुट को दिया जाता है और फ़िल्टर का आउटपुट 1 से 1 की सीमा तक स्विंग कर सकता है फिर PWM में दिया जाता है और उसके बाद बक बूस्ट कनवर्टर के ड्यूटी साइकिल इनपुट पर जाता है अब यहाँ Vset मैंने यह Vset क्यों दिया है यह टॉगल फ्लिप फ्लॉप के S और R एसिंक्रोनस इनपुट को दिया गया है स्विच ऑन के समय हमें नहीं पता कि टॉगल फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट स्थिति क्या होगी कंसिस्टेंट होने के लिए सेट को एक छोटा मोनो शॉट देना सामान्य है जो यहां क्षणिक हाई देगा और इसे सेट कर देगा और फिर वहां से ट्रैकिंग जारी रहेगी इसलिए मूल रूप से मैंने जो किया है मैंने एक बहुत छोटा मोनो शॉट सिग्नल दिया है मैंने पीसवाइज लिनियर उपयोग किया है शून्य पर यह एक है एक माइक्रोसेकंड के बाद यह एक है दो माइक्रोसेकंड के बाद यह शून्य है और 1000 मिली सेकंड के बाद एक सेकंड यह अभी भी शून्य पर जारी है तो यह एक बहुत छोटी पल्स है जो मैं शुरू में Q को एक हाई स्टेट में सेट करने के लिए देता हूं और वहां से क्लोज लूप शुरू हो जाएगा यही कारण है कि इस हिस्से को एक दृश्य में यहाँ दिखाया गया है और Voffset मैं यहाँ आपको समझाने के लिए पीडब्लूएम सिग्नल इनपुट की और सीमाएँ प्राप्त करने के लिए समझाता हूँ तो यहाँ आप देखते हैं कि बहुत सारे नए ब्लॉक हैं एक वह गुणक है जो मैंने पहले ही आपको बताया था यह फर्स्ट ऑर्डर फ़िल्टर है यह भी नया ब्लॉक है ये एक दो और तीन सभी फर्स्ट ऑर्डर फिल्टर में एक ही सब सर्किट होता है एक सिग्मा ब्लॉक है समर ब्लॉक और एक टॉगल फ्लिप फ्लॉप है हम एक टॉगल फ्लिप फ्लॉप कैसे करते हैं एक गेन ब्लॉक है यह PWM ब्लॉक जिसे हम पहले ही देख चुके हैं तो ये सभी एनालॉग बिहेवियरल मॉडलिंग पर आधारित हैं और इन्हें आसानी से ngspice में सब सर्किट में शामिल किया जा सकता है अब मैं इस pvsub फ़ाइल को खोलूंगा और हमें इसके अंदर सब सर्किट पर एक नजर डालनी चाहिए मुझे इसे एक तरफ रखने दीजिए अब यहां इस मल्टीप्लायर ब्लॉक को देखें इसलिए यह मल्टीप्लायर ब्लॉक यहां दिया गया है सब सर्किट मल्टीप्लायर ब्लॉक नोड एक नोड दो आउटपुट नोड तो यह ऐसा है और सभी एनालॉग बिहेवियरल मॉडलिंग लेटर 'a' से शुरू होगी और मैं वेक्टर आउटपुट के रूप में इनपुट दे रहा हूं और फिर मैं एक मॉडल नाम दे रहा हूं और मॉडल में मेरे पास मल्टीप्लायर मॉडल के रूप में मल्ट है जो इसमें आएगा आप इसे के सिंटैक्स को प्राप्त करने के लिए ngspice मैनुअल को देख सकते हैं तो मेरे पास यहाँ मल्टीप्लायर मॉडल है मेरे पास गेन मॉडल है आप देखते हैं कि मेरे पास गेन है मेरे पास यहाँ गेन मॉडल है फ्लिप फ्लॉप मेरे पास समर समर ब्लॉक है समर ब्लॉक का मॉडल यहाँ है फ्लिप फ्लॉप ब्लॉक फ्लिप फ्लॉप के लिए मॉडल यहां दिया गया है सब सर्किट देखें फ्लिप फ्लॉप टॉगल करें इनपुट क्लॉक फिर Q आउटपुट एसिंक्रोनस सेट एसिंक्रोनस रीसेट तो आप देखते हैं कि एक श्मिट है सभी इनपुट्स श्मिट कंपैरेटर से होकर गुजरते हैं श्मिट कंपैरेटर मॉडल यहाँ रखा गया है और श्मिट कंपैरेटर के माध्यम से गुजरने के बाद वे एक एनालॉग बफर से गुजरते हैं यह एक एडीसी ब्रिज है डिजिटल डोमेन में डालने से पहले हर एनालॉग सिग्नल को ADC ब्रिज से गुजरना पड़ता है तो किसी भी मिश्रित मोड सिमुलेशन में यह बहुत महत्वपूर्ण बात है इसे ध्यान में रखें कोई भी एनालॉग सिग्नल ADC ब्रिज से गुजरता है इसे डिजिटल डोमेन में ले जाता है और यहाँ डिजिटल डोमेन ऑपरेशन करता है टॉगल फ्लिप फ्लॉप का मॉडल d tff है सिंटैक्स के लिए ngspice मैनुअल देखें और फिर डिजिटल करने के बाद आप इसे DAC बफर और DAC ब्रिज का उपयोग करके एनालॉग वेल में लाते हैं तो एनालॉग से डिजिटल रूपांतरण एडीसी ब्रिज द्वारा है और सभी डिजिटल काम किया जाता है और फिर इसे डीएसी ब्रिज द्वारा वापस एनालॉग दुनिया में लाया जाता है स्पाइस में किसी भी मिश्रित मोड सिग्नल एनालिसिस में ये दोनों ऑपरेशन बहुत महत्वपूर्ण हैं ठीक है तो आपके पास टॉगल फ्लिप फ्लॉप है और हम फ़िल्टर पर भी नज़र डाल सकते हैं आप इस फ़िल्टर को 1 2 और 3 फिल्टरो को यहाँ देख रहे हैं मेरे पास फर्स्ट ऑर्डर फ़िल्टर है यह कार्यान्वयन में बहुत सरल है सब सर्किट फर्स्ट ऑर्डर फ़िल्टर ऑर्डर 1 इनपुट नोड आउटपुट नोड गेन एक और 'a' टाइम कांस्टेंट डिफ़ॉल्ट एक तो यह फिल्टर का मॉड्यूल है s xfer गेन इनिशियल कंडीशन को जीरो करें जीरो न्यूमैरेटर गुणांक 1 डिनॉमिनेटर गुणांक a और 1 इसलिए यह 1 as 1 है यह मूल रूप से S S0 S1 की इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ती पावर से है तो इस तरह से फर्स्ट ऑर्डर फ़िल्टर किया जाता है और पहले की तरह सिंबल के लिए मैंने पहले ही ऐसा किया है और रखा है और फिर इसे सिंबल्स फाइलों के भीतर से कॉल किया है तो आप देखेंगे कि जब मैं इस ब्लॉक को ब्लॉक डायरेक्टरी में खोलता हूं तो मुझे फ़िल्टर सिंबल दिखाई देता है मेरे पास फ्लिप फ्लॉप टॉगल करने के लिए सिंबल है समिंग के लिए सिंबल है और गुणा करने के लिए सिंबल है तो उस सिंबल की तरह मैंने सिंबल बनाया और उसे उचित स्थान दिया मैं उन्हें आपके साथ साझा करूंगा ताकि आप उस पर भी काम कर सकें और फिर सिमुलेशन काम कर सकें तो अब हम इस सिमुलेशन को करने के लिए जाएंगे तो यह क्या है यह मौजूद है जिसे हम इस बिंदु तक पहले कर चुके हैं हम पहले कर चुके हैं अब हम इसे एक क्लोज लूप तरीके से देने जा रहे हैं जो वोल्टेज और करंट को सेंस करता है और हम सिवाय इसके कि जो भी R0 हो सकता है यह हमेशा जाएगा और ड्यूटी साइकिल की वैल्यू को इस तरह से समायोजित करेगा कि अधिकतम पावर पीवी स्रोत से ड्रा की जाए अब वही हम देखना चाहते हैं तो पहले हम इसे 100 ओम कहेंगे और देखेंगे कि यह अधिकतम पावर प्रदान करने वाले कुछ ड्यूटी साइकिल पर जाएगा और सेटल हो जाएगा और फिर हम R0 को बदल देंगे और फिर देखेंगे कि ड्यूटी साइकिल के नए वैल्यू पर सेटल हो जाएगा और वही अधिकतम पावर प्रदान करेगा अब हमारा प्रयोग पूरा हो जाएगा ऑक्टेव एनवायरमेंट में मैंने इस reachabilitym फ़ाइल को फिर से चलाया है इसलिए यह याद रखें कि हमारे पीवी स्रोत की पीक पावर 261 है मैंने ISC मान और Vscale मान नहीं बदला है 141 का VM 18 का IM 76 ओम का RTM और हमें इस बक बूस्ट कॉलम को देखना होगा यह आखिरी कॉलम है अब हमने 100 ओम का R0 डाला है और इसलिए आप देख सकते हैं कि अंतिम कॉलम ड्यूटी साइकिल 07837 है तो 078 वर्कआउट करेगा 078 x 2 1 जो कि 056 के आसपास है इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि अंतिम ड्यूटी साइकिल 056 पर सेटल हो जाएगा और अधिकतम पावर पॉइंट वितरित करेगा अब आपको याद रखना चाहिए कि यह एक क्लोज लूप ऑपरेशन है यह फ़िल्टर टाइम कांस्टेंट फ़िल्टर टाइम कांस्टेंट इस फ़िल्टर टाइम कांस्टेंट को ठीक से ट्यून करने की आवश्यकता है यदि आपको अच्छे परिणाम प्राप्त करने हैं मैंने अभी अभी एक ड्राफ्ट ट्यूनिंग की है एक रफ ट्यूनिंग है और आप देखेंगे कि एमपीपीटी ट्रैकिंग कर रहा है लेकिन मैं इसे फाइन ट्यूनिंग करने के लिए छोड़ दूंगा और देखूंगा कि क्या आप बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं अब हम टर्मिनल पर वापस जाते हैं और ngspice में सिमुलेट करते हैं इसलिए मैं gnetlist का उपयोग करूँगा स्कीमैटिक से mpptnet जनरेट करूँगा हम ऐसा करेंगे तो नेट फ़ाइल जनरेट होती है और अब मैं ngspice mpptcir टाइप करूँगा मैंने कुल समय के रूप में 1000 मिलीसेकंड दिए हैं और इसमें कुछ समय लगेगा लेकिन हम इसे चलाएंगे इसलिए यह कुछ समय कुछ मिनटों के लिए चलेगा मुझे कुछ मिनटों में वापसी करने दीजिए इसलिए सिमुलेशन अब पूरा होने वाला है और यह पूरा हो चुका है अब हम प्लॉट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि यहां ड्यूटी साइकिल वैल्यू क्या है इसके लिए नोड V G है हम V G को प्लॉट कर सकते हैं और देख सकते हैं यह स्विच पल्सेस होगा इसके बजाय मैं यहां Vd को प्लॉट करूंगा जो कि PWM का डीसी इनपुट है तो प्लॉट V इसलिए यदि मैं इसका विस्तार करता हूं तो मान लें कि ड्यूटी साइकिल शून्य से शुरू होता है और फिर उठता है और अधिकतम पावर ऑपरेटिंग बिंदु के चारों ओर ऑसीलेट और स्टेबलाइज करने की कोशिश करता है इसलिए आप देखें कि मैंने कहा है कि इसे लगभग 056 या उससे अधिक पर सेटल होना चाहिए तो यह उस वैल्यू के आसपास सेटल हो रहा है तो आप देखते हैं कि अधिकतम पावर पॉइंट ट्रैकिंग हो रही है यह अधिकतम पावर को ट्रैक कर रहा है हम प्लॉट vT को भी सेंस कर सकते हैं हम अब टर्मिनल वोल्टेज और PV करंट में प्लॉट करेंगे तो यह वह पावर है जो पीवी पैनल से ड्रा की गई है तो आप यहाँ फिर से देखते हैं कि पावर धीरे धीरे बढ़ती है और फिर अंत में 26 वाट के मान पर सेटल जाती है जो पीवी स्रोत का चरम पावर बिंदु है तो आप देखते हैं कि अधिकतम पावर पॉइंट ट्रैकिंग इस एल्गोरिथ्म द्वारा हो रही है इस हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिदम द्वारा अब हम क्या करेंगे R0 वैल्यू को 100 से कुछ अन्य वैल्यू में बदल देंगे आइए अब 70 का R0 चुनें तो 70 के R0 के लिए संबंधित ड्यूटी साइकिल 075 है जो कि 075 x 2 1 के लिए काम करेगा PWM कैरियर के लिए वोल्टेज इनपुट का मूल्य लगभग 05 होगा तो हम देखते हैं कि हम क्या बदलते हैं R0 मान को 70 में बदल देते हैं और फिर से सिमुलेट करते हैं ड्यूटी साइकिल फिर से नए मूल्य के साथ सेटल हो जाएगा और अभी भी पीक पावर प्रदान करेगा पीवी स्रोत से पीक पावर ड्रा करते हुए इसलिए R0 को 70 को कर दें अब हम रन करते हैं सिमुलेशन कुछ समय तक चलेगा मैं कुछ समय बाद वापस आऊंगा सिमुलेशन पूरा होने को है वह पूरा हो गया है तो अब मैं यहाँVd को फिर से प्लॉट करता हूँ और देखता हूँ कि ड्यूटी साइकिल का क्या हुआ तो आप देखते हैं कि PWM ब्लॉक को दिए गए ड्यूटी साइकिल वोल्टेज अब यह थोड़ा कम मूल्य पर सेटल हो गया है यह लगभग 05 के करीब है और अगर आप पीवी स्रोत के vT और करंट के प्लॉट को देखते हैं तो यह पावर अभी भी 26 वाट के स्तर के आसपास है यहां ये गड़बड़ी हैं जिन्हें समायोजित किया जाना चाहिए यदि आप फिल्टर को ठीक से ट्यून करते हैं तो आप देखते हैं कि हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथ्म जिसे हमने लागू किया है अगला कदम हम आपके लिए होगा कि आप उन्हें व्यावहारिक रूप से हार्डवेयर में लागू करें और उस सिद्धांत को मान्य करने का प्रयास करें जिसे हमने समझा और सिमुलेट किया है मैं अब इसे आपके लिए छोड़ दूंगा ताकि आप सर्किट को ngspice में खोज सकें और अधिकतम पावर पॉइंट ट्रैकिंग में अधिक जानकारी हासिल करने का प्रयास कर सकें